आपका स्वागत है हम कैश फलो स्टेटमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं मैं आशा करता हूँ कि आप दिए गए नोट्स को समझ गए हैं कि कैश फलो स्टेटमेंट क्या है कृपया अपनी स्वयं की कंपनी के कैश फलो स्टेटमेंट पर एक नज़र डालें आज हम कैश फलो स्टेटमेंट पर दूसरा मामला करेंगे जो स्टेटमेंट की तैयारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर करेगा उससे पहले एक छोटा सा रविशन अगर आपको याद है कि कैश फलो स्टेटमेंट में तीन सेक्शन हैं तो एक है कैश फलो ऑपरेशन गति विधि से है पहले भाग में हम उत्पन्न कैश की गणना व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से करते हैं और आम तौर पर यह अप्रत्यक्ष तरीका का उपयोग किया जाता है तो हम लाभ के साथ शुरू करते हैं फिर नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम जोड़ते हैं हम कुछ वस्तुओं के लिए समायोजन करें जिन्हें कटौती करने की आवश्यकता है तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन को जोड़ा जाना चाहिए या नुकसान या ब्याज व्यय जैसी वस्तुओं को जोड़ा जाना चाहिए जबकि ब्याज आय या निवेश की बिक्री पर लाभ जैसी वस्तुएँ कम किया जाना चाहिये यह आपको ऑपरेशन के लिए भी समायोजन करना होगा हमें आय कर के लिए समायोजन करने की आवश्यकता है जो आपको कैश फलो ऑपरेटिंग गतिविधियों से प्रदान करता है अगला बहुत ही सरल हैसभी वस्तुऐ जो इन्वेस्टमेंट गतिविधियों के तहत दिखाए जाते हैं तीसरा फाइनेंसिंग गतिविधियों हैजहाँ हम उन सभी वस्तुओं को दिखाते हैं जिन्हें व्यापार द्वारा फंड उठाने जैसे शेयर या डिबेंचर जारी करना या ऋण लेना और इसके विपरीतजैसे शेयर के रिडेम्पशनडिबेंचर के रिडेम्पशन या ऋण का ब्याज भुगतान या डिविडेंड भुगतान से संबंधित है तो ये तीन शीर्षक हैं फिर हम तीनों का कुल लेते हैं और हम मिलान करते हैं उस विशेष अवधि के दौरान कैश की वृद्धि या कमी के साथ हम पहले ही एक केस कर चुके हैं अब हम दूसरे केस के लिए जाएंगे तो इस परिचय के साथ अब हम दूसरे मामले की तैयारी करते हैं बेहतर होगा कि आप इस विशेष मामले का प्रिंट आउट ले लें ताकि आप वास्तव में हल कर सकें क्योंकि मैं भी इसे हल कर रहा हूं अब दिए गए आंकड़ों को देखें हमें 31 मार्च 2020 वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता दिया गया है इसलिए कुल सेवाओं से निवेश और राजस्व की बिक्री पर बिक्री लाभ 98000 है अब इनसे कटौती होती है जैसे सामग्री की खपत मैन्युफैक्चरिंग सामान्य व्ययइशू डिबेंचर पर छूट टैक्स अंतरिम डिविडेंड और रेटिनेंड लाभ जो 17600 है रखा गया है हम को बैलेंस शीट के 2 साल के आंकड़े मार्च 19 और मार्च 2020 के लिए भी दिए गए हैं फिर से आप कुछ लिएबिलिटीज़ के रूप में चिह्नित करेंगे और साथ ही ओ आई या एफ के रूप में अगर हमें लगता है कि कुछ हलचल हो गई है तो हम शेयर कैपिटल नहीं है लाभ और हानि खाते में हम 8000 से बढ़ाकर 25600 की बढ़त देखते हैं अब यह परिवर्तन कैश फलो पर कुछ प्रभाव डालने के लिए थोड़ा अधिक है अब यह किस प्रकार का आइटम है मैं बस आपको समाधान तक ले जाऊँगा तो सामान्य रूप से इस तरह पांच कॉलम बनाते हैं फिर 2 साल से अधिक के आंकड़े बदलते हैं और ओआईएफ अब क्या वहाँ कैश फलो के मामले में एक बदलाव है हां अब हम इसे ओआई या एफ के रूप में चिह्नित करना चाहते हैं अब आप सभी जानते हैं कि लाभ और हानि खाते में परिवर्तन पुरे वर्ष के संचित लाभ के कारण है और यह मुख्य रूप से ऑपरेटिंग संबंधित आइटम है तो हमने इसे ओ के रूप में चिह्नित किया है अब यह हमारा काम है इसका मतलब यह नहीं है कि सटीक राशि कैश फलो विवरण में जाएगी लेकिन शुरू करने के लिए हम हर बदलाव को चिह्नित करने जा रहे हैं हम P और L वस्तुओं पर भी नज़र रखेंगे और तब दोनों पर विचार करने के बाद हम कैश फलो की तैयारी के लिए जाएंगे अब अगला एक डिबेंचरआइटम है अगला एक क्रेडिटर्स है लेकिन मैंने इसे CACL के रूप में चिह्नित किया है क्योंकि इस के साथ कुछ अगले स्टेप में करना है इसके बाद यह अलग है टैक्स लायबिलिटी एक ऑपरेटिंग आइटम है इसलिए मैंने इसे ओ के रूप में चिह्नित किया है क्या आप स्पष्ट हैं तोबैलेंस शीट के हर आइटम के लिए इस तरह ओ आई या एफ या सीए सीएल चिह्नित किया गया है सीएसीएल ओ का एक हिस्सा है जो वास्तव में अब यह कैश फलो की तैयारी के लिए हमारी मदद करेगा हम अब एसेट पर जाते हैं अब एसेट में फिर से परिवर्तन हुए हैं भूमि वहाँ कोई परिवर्तन उपकरण नहीं है जो 21 से 55600 तक चला गया है अब यह किस प्रकार का आइटम है यह एफ है क्या यह आई हैं मुझे लगता है कि इसका जवाब है हाँ हमने उपकरण में निवेश किया है नए उपकरण खरीदे गए हैं इसलिए यहां परिवर्तन लिखें और आई आइटम को चिह्नित करें 34600 आई ठीक है I अगला लंबे समय तक का निवेश है आप देख सकते हैं कि निवेश 5000 से 3000 तक नीचे चला गया हैI 2000 निवेश को माइनस करे जाहिर है यह एक निवेश की वस्तु है इसलिए मैं आई श्रेणी लिखता हूँ जो सुन्दर्य डेब्टर्स 15000 से 14300 तक नीचे चले गए हैं तो यह माइनस 700 है यह किस प्रकार का आइटम है आप जानते हैं कि यह एक करंट एसेट है या आप इसे CACL के रूप में भी चिह्नित कर सकते हैं लेकिन वास्तव में यह सावधानी नहीं है क्योंकि बैंक बैलेंस आपके कैश बैलेंस का एक हिस्सा है इसलिए हम कैश फलो विवरण बना रहे हैं कैश बैलेंस में परिवर्तन को कैश फलो में नहीं दिखाया जाना है हम इसे कैश फलो स्टेटमेंट के आखिरी हिस्से के रूप में लेंगे रेकन्सीलिएशन पक्ष में एफ या ओ प्रकार के आइटम हैं और आम तौर पर एसेटया निवेश और इसमें ओ प्रकार की वस्तुएँ या CACL प्रकार की वस्तुएँ होंगी Iअब हम पी और एल पर वापस जाते हैं उन वस्तुओं को देखें जिनका कैश फलो पर प्रभाव पड़ेगा तो मान लीजिए कि बिक्री 90000 है इसका कैश फलो पर प्रभाव होगा तो हमें 90000 प्राप्त हुए हैं तो यह ओ आई या एफ प्रकार प्राप्त किया है फिर से आप में से कई ने इसे ओ के रूप में चिह्नित किया होगा लेकिन ध्यान रखें कि यह सही उत्तर नहीं है तो यह किस प्रकार का आइटम है क्या यह आई या एफ है उत्तर है नहीं क्योंकि यह सामान्य दिन प्रतिदिन की वस्तु है और अप्रत्यक्ष विधि में हम ऑपरेशन से संबंधित सामान्य वस्तुओं को नहीं दिखाते हैं अब मैं आपको वास्तविक गणना में ले जाऊँगा तो मैंने यह प्रारूप बनाया है पहले बिक्री बहुत मुश्किल आइटम है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि बिक्री का मतलब कैश आया हैपर ध्यान रखें कि हम प्रत्यक्ष तरीका का पालन नहीं करते हैं इसलिए हम शुरुआती बिंदु के रूप में लाभ और हानि लेने जा रहे हैं और केवल हम आइटम की तीन श्रेणी चिह्नित करने के लिए जा रहे हैं आइटम जैसे डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश हैंआइटम जैसे निवेश की बिक्री पर लाभ जो ऑपरेशन से संबंधित नहीं हैअर्थात् नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और सीएसीएल प्रकार के आइटम हैं तो बिक्री में पहले आइटम बिक्री इसका कोई समायोजन नहीं है अगला इन्वेस्टमेंट फलो पर होगा क्योंकि हम पहले से ही इसको पी और एल खाते में मान चुके है हम पहले ही इसे लाभ में जोड़ चुके हैं इसलिए हमें इसे लाभ से कम करना होगा यही कारण है कि यह आई और ओ दोनों के रूप में चिह्नित है याद रखें कि बैलेंस शीट आइटम में केवल एक प्रभाव है पी और एल आइटम पर दो प्रभाव पड़ने वाले हैं क्योंकि बैलेंस शीट पहले से ही बैलेंस है पी और एल खाते कैश फलो स्टेटमेंट में बाहर से आ रहे हैं इसलिए कैश फलो पर उनके दो प्रभाव होंगे तो उन्हें 2 के रूप में चिह्नित किया गया है या तो समायोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इसके दो प्रभाव होंगे तो आई और ओ आई में यह प्लस प्लस का मतलब कि कैश आ रहा है और ओ में यह माइनस है यह सिर्फ हमारी समझ के लिए एक काम करने वाला नोट है लेकिन इससे कैश फलो के वास्तविक निर्माण में आसानी होगी अगला सेवाओं से प्राप्त होने वाला राजस्व है आप जानते हैं कि कोई भी अर्जित राजस्व दिन प्रतिदिन की वस्तु है जैसे बिक्री माल की बिक्री से होती है उन्होंने इसके लिए कुछ सेवाएँ भी प्रदान की होंगी जो उन्होंने 6000 अर्जित किए हैं यह एक कैश फलो आइटम नहीं है इसलिए मैंने इसे कोई समायोजन नहीं के रूप में चिह्नित किया है आइए हम अगले पर जाएं तो अब सामग्री की खपत 40000 जहां हमें जाने की आवश्यकता है ओआइएफ मैं आपसे सभी वस्तुओं को चिह्नित करने का अनुरोध करुंगा विनिर्माण मजदूरी डेप्रिसिएशन सामान्य खर्च भले ही वह गलत चला जाए कोई समस्या नहीं है और फिर हम अगले चरण पर जाएंगे बस जो भी आप चिह्नित करेंगे तो कच्चे माल की खपत ओ आइटम के रूप में जाएगी शायद आप में से कुछ गलती कर रहे हैं यह एक ओ आइटम नहीं है यह एक समायोजन आइटम नहीं है तो इसे अनदेखा करें या कोई समायोजन नहीं लिखें विनिर्माण खर्च फिर से दिन प्रतिदिन का आइटम है तो कोई समायोजन नहींवेतन कोई समायोजन नहीं डेप्रिसिएशन यह एक नॉनकैश आइटम है हालांकि यह पी से कम है यह किसी भी कैश फलो में शामिल नहीं है इसलिए हम इसे ओ के रूप में चिह्नित करेंगे इसका कुछ प्रभाव उपकरण या मशीनरी खाता पर भी होगा तो ओ में ऑपरेटिंग फलो में यह जोड़ा जाना है इसलिए मैंने इसे प्लस और आई के रूप में चिह्नित किया है जो मशीनरी में है हम इसे माइनस के रूप में चिह्नित करेंगे तो डेप्रिसिएशन ओआई प्लस और माइनस हो रही है यह उन सभी नॉन कैश वस्तुओं के लिए सही होगा यह कैश फलो स्टेटमेंट में जोड़ा जाएगा सामान्य व्यय कोई समायोजन नहीं डिबेंचर के मुद्दे पर छूट में क्या कोई कैश फलो शामिल होगा अप्रत्यक्ष रूप से हाँ क्योंकि जब हम डिबेंचर जारी करते हैं हमें नकद मिलना चाहिए था लेकिन छूट की सीमा तक हमें कैश प्राप्त नहीं होगा तो यह एफ प्रकार के आइटम हैं इसका ऑपरेटिंग फलो पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह एक हमारे खर्च है लेकिन इसमें कोई कैश नहीं है तो मैंने इसे ओएफ के रूप में चिह्नित किया है ऑपरेशन में इस को प्लस और एफ में यह माइनस से होगा टैक्स 6000 है आप में से अधिकांश को यह सही लगता है कि यह एक ओ प्रकार की वस्तु है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह 6000 कैश टैक्स का भुगतान किया गया है इस वर्ष के लिए टैक्स लगाया गया हैआप को बैलेंस शीट आइटम को देखना होगा और फिर अंत में यह तय करना होगा कि कितना टैक्स का भुगतान किया गया है इसलिए अभी इसे ओ के रूप में चिह्नित किया है क्योंकि यह ऑपरेटिंग फलो में दो बार आएगा और इसे प्लस और माइनस के रूप में चिह्नित किया हैं क्योंकि फिर से यह दो बार आता है सटीक मात्रा हम बाद में निर्धारित करेंगे अंतरिम डिविडेंडएक एफ प्रकार का आइटम है यह एक फाइनेंसिंग ऑउटफ्लो है लेकिन इसका प्रभाव ओ पर पड़ता है क्योंकि यह P और L के माध्यम से निहित है इसलिए मैंने इसे एफओ के रूप में चिह्नित किया है माइनस और प्लस माइनस क्योंकि यह फाइनेंसिंग ऑउटफ्लो फिर से यह ओ है क्योंकि यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आता है और हम इसे प्लस के रूप में चिह्नित करेंगे यदि आपको याद है कि लाभ का दूसरा प्रभाव बैलेंस शीट में लिखा गया है तो अब हमने P और L और बैलेंस शीट के सभी आइटम को चिन्हित कर लिया है मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि इन सभी वस्तुओं को ठीक से समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक बार जब यह स्पष्ट हो जायेगा तो कैश फलो स्टेटमेंट वास्तव में बहुत सरल है क्या आप सभी आइटम समझ रहे हैं मैं आपसे बहुत से अभ्यास करने का अनुरोध करुंगा किसी भी कंपनी की 2 साल की बैलेंस शीट लें कैश फलो स्टेटमेंट की गणना करें और इसे अपने वास्तविक कैश फलो स्टेटमेंट के साथ जांचें तो अब जवाब देखें वास्तविक उत्तर बहुत सरल है यदि आप वास्तव में इन सभी वस्तुओं को समझ गए हैं तो आप आसानी से अंतिम उत्तर लिख सकते हैं अब यह अंतिम संक्षिप्त में आपके सामने है लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे स्वयं ठीक से हल करें अब मैं हर आइटम को समझाने की कोशिश करूँगा आपको पता है कि एक विशेष प्रारूप है सो हम 17600 की रेटेनेड एअर्निंग्स एक इनफ्लो है अगर यह ऑउटफ्लो है तो आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए क्या यह इन्फ्लो हैइसका मतलब है एक सकारात्मक आंकड़ा तो 17600 की रेटेनेड एअर्निंग्स 5000 को एफ और ओ के रूप में लिखा था इसलिए यह एक फाइनेंसिंग आइटम है जिसे हम पी और एल की गणना के लिए जोड़ने के लिए जा रहे हैं याद रखें कि यह वास्तव में भुगतान किया गया है यह एक ऑउटफ्लो है लेकिन पी और एल के अंदर हम इसे जोड़ते हैं क्योंकि अभी हम इसे ऑउटफ्लो के रूप में नहीं दिखा रहे हैं हम लाभ की गणना के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो 17600 प्लस 5000 मुझे एनपीएटी या नेट लाभ कर के बाद जो 22600 है मिलता है तो टैक्स प्रदान किया गया हैं पी और एल में देखें हमें 6000 ओओ मिले थे जिसका पहला प्रभाव यह है कि टैक्स कम किया गया था लाभ और हानि खाते से हम इसे वापस जोड़ देंगे हम इस आइटम को फिर से लेने जा रहे हैं लेकिन हम इसे बाद में देखेंगे अभी सिर्फ एक टैक्स जोड़े इससे हमें शुद्ध लाभ मिलेगा टैक्स से पहले जो 28600 है अगला है डेप्रिसिएशन आप यहां जानते हैं पी और एल में हम 5000 ओ प्लस का एक आइटम जोड़ते हैं तोयह एक नॉन कैश व्यय है इसलिए हम 5000 उसी तरह वापस जोड़ देंगे जिसमें एक आइटम पर डिबेंचर के इशू पर छूट थी पी और एल में हमने इसे ओएफ चिह्नित किया था किसी भी मामले में यह 3000 ओ में जोड़ा जाएगा तोडिबेंचर के इशू पर छूट जोड़ा जाता है देखें कि यह केवल एक ही प्रभाव हैदूसरा प्रभाव हम बाद में देखेंगे अभी हम ऑपरेटिंग गतिविधियों से संबंधित प्रभाव देख रहे हैं अगला निवेश की बिक्री पर लाभ है यदि आपको पी और एल में याद है तो हमने इन 2000 को जोड़ा था लाभ की गणना करने के लिए अब हम इसे उल्टा करने जा रहे हैं इसलिए हम 2000 को कम कर देंगे क्योंकि यह एक नकारात्मक आंकड़ा है जिसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे एनपीबीटी 28600 में 5000 और 3000जोड़ माइनस 2000 इसलिए हमें यह 34600 मिल रहा है जो ऑपरेशन से धन के रूप में कहा जाता है यह वह धन है जो हमने अपने ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न किया है या हमारे सामान्य व्यवसाय से इसलिए हमने लाभ के साथ शुरुआत की है अब नॉन ऑपरेटिंगगतिविधियों में नहीं दिखाए गए हैं आइटम जो हम सीए या सीएल से संबंधित हैं या वर्किंग कैपिटल बैलेंस में कमी आई है हम इसे कैश फलो से कम करने जा रहे हैं 6000 के रूप में लेकिन डेब्टर्स के लिए बिल्कुल विपरीत होगा

क्रेडिटर्सनीचे गए हैं तो कैश ऊपर ठीक है तो यह प्लस 700 है इसलिए इस स्तर पर हम ऑपरेशन से उत्पन्न कैश प्राप्त करते हैं जो 29300 है इसलिए हम यहां रुकेंगे हम अगले असाइनमेंट या अगले सत्र में एक ही केस जारी रखेंगे